Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture 33 First order circuits Contd Refer Slide Time 0018 तो अब यह संधारित्र वास्तव में शुरू में माना गया था यह चार्ज किया गया था कि जिसे कुछ वोल्टेज कहते हैं v0 जरूरी नहीं कि यह हर समय चार्ज किया जाएगा v0 0 भी हो सकता है लेकिन हम मानते हैं कि यह संधारित्र शुरू में v0 पर चार्ज था बस सामान्यीकृत अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए तो यह क्या कर सकते हैं Refer Slide Time 0040 तो मान लें कि संधारित्र पर प्रारंभिक वोल्टेज v0 है लेकिन चरण प्रतिक्रिया के लिए यह आवश्यक नहीं है चूंकि संधारित्र का वोल्टेज तत्काल परिवर्तन को चार्ज नहीं कर सकता है जो कि v0 v0 है हम इस सर्किट के लिए इस सर्किट के लिए हमारा मतलब कि हमे क्या करना चाहिए कि जब स्विच बंद नहीं था तो यह शुरू में खुला था मान लीजिए कि संधारित्र इस संधारित्र को वोल्टेज v0 पर चार्ज किया गया था Refer Slide Time 0056 मान लीजिए यह वोल्टेज अगर हम लिखते है तो यह दिया गया है कि यह v0 है बस हम इसे v v0 कह रहे है तो जब कि स्विच पास होता है तो क्या कॉल कैपेसिटर वोल्टेज तुरंत नहीं बदल सकता है इसका मतलब है कि यह वास्तव में v0 होगा स्विच करने से ठीक पहले और स्विच करने के ठीक बाद यह तुरंत नहीं बदल सकता है पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं तो v0 v0 होगा यह स्विच करने से ठीक पहले और स्विच करने के ठीक बाद होगा तो हम इसे स्पष्ट कर दें क्योंकि क्षमा करें बस रुकिए तो अब हम सर्किट पर आते हैं तो इसे v0 v0 दिया गया है इस प्रकार हमने लिखा है v0 स्विच करने से ठीक पहले और उस आइकन को स्विच करने के बाद यदि वोल्टेज कैपेसिटर वोल्टेज तुरंत नहीं बदल सकता है तो यह समीकरण 44 है जहां v0 स्विचिंग से ठीक पहले कैपेसिटर में वोल्टेज और स्विचिंग के ठीक बाद कैपेसिटर में v0 वोल्टेज Refer Slide Time 0212 अब KVL को लागू करते हुए हमने बताया कि यह v है -कॉल Vs utR c dvdt यह हम पहले ही बता चुक़े है और 0 से अधिक t के लिए यह ut 1 है तो यह मूल रूप से v VsR c dvdt 0 होगा दरअसल यह सर्किट इस तरह था कि हम इसे यहां खींच रहे है यह बनाम है ut यह बनाम ut है यह R था और इस तरफ यह संधारित्र था और यह वोल्टेज v था तो कुछ बिंदु अगर वर्तमान दिशा को इस तरह लिया गया था यह i t इसे इस तरह से लिया गया था इसे इस तरह से लिया गया था और i t हमने लिखा था यह वह i t है i R v - v यानी बनाम से विभाजित इस Vs ut V से विभाजित किया जाता है यह इस दिशा में दक्षिणावर्त है अब अगर यहाँ किसी भी बिंदु पर ले लो यह बिंदु एक है अब अगर हम एक करंट ले रहे तो इस तरह से चल रहा है इस तरह से सोचें और एक करंट ic इस तरह जा रहा है हालाँकि ic बात तो इस बिंदु पर यदि लागू करें कि KCL किस कॉल को लागू करें तो यह दिशा बदल जाती है इसलिए यह v Vs ut होगा तो v Vs utR को R c इस धारिता से विभाजित किया जाता है Rc को dv dt 0 में विभाजित किया जाता है अब जब इसके लिए जैसे ही स्विच बंद होता है तो 0 से अधिक t के लिए वह ut 1 होता है इसलिए इसे यहाँ रखा जाता है लेकिन उसके बाद यह Vs ut Vs ut इस तरह लिखा जाता है लेकिन ut 1 हम उस पर आएंगे Refer Slide Time 0413 तो यह वास्तव में यह एक है यदि सरल है तो यह dvdt vRc VsRc ut है अब t से बड़ा 0 के लिए जिसका अर्थ है कि उस समय ut 1 इकाई फलन के लिए हमने देखा है t के लिए 0 से कम ut 0 है t के लिए 0 से अधिक ut 1 इसलिए व्युत्पत्ति में अब ut नहीं है क्योंकि हम 0 से अधिक t के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ी सी समझ की आवश्यकता है t के लिए 0 से बड़ा उद्देश्य 0 से अधिक t के लिए प्रतिक्रिया का पता लगाना है Refer Slide Time 0453 तो यह समीकरण 45 बन जाता है तो ut 1 हो जाता है तो यह dvdt vRc VsRc या dvdtसरलीकरण v क्या कॉल है v VsRc या dvv Vs dtRc यह समीकरण 46 है Refer Slide Time 0459 अब दोनों पक्षों को एकीकृत करें तो प्रारंभ में संधारित्र के आर पार प्रारंभिक वोल्टेज में संधारित्र वोल्टेज v0 था और समय t पर यह vt है तो v0 से vt dvv Vs 1Rc बना रहे हैं जो एकीकरण 0 से t dt है इसलिए यदि इसे प्राकृतिक लॉग v Vs के साथ एकीकृत करें बनाम सीमा एकीकरण सीमा v0 से vt tRc यहां भी 0 से t है Refer Slide Time 0533 तो यह l n v Vsv0 Vs tRc जिसका अर्थ v0 है इसलिए यह प्राकृतिक लॉग है जिसका अर्थ है आधार e का लॉग तो यह v Vsv0 Vs e से घात tτ τ Rc Rc सर्किट का समय स्थिर यह Rc है यह समीकरण 47 है Refer Slide Time 0540 तो या vt मेरा मतलब है सरलीकरण बस गुणा और सरलीकरण को पार करता है vt वास्तव में हम जो कर रहे हैं वह यह है कि यह लिखा गया है क्या कॉल हर समय टिंग नहीं डालता है vt vt vt क्या कहते हैं लेकिन अब इस v को बदल दिया गया है यह समझ में आता है यह समय का कार्य है जिसे यह समझ में आता है तो कि यह vt Vs v0 Vs e कि पॉवर t से है यह t अधिक के लिए है हर बार लिखना होगा हम इसे t से अधिक 0 के लिए लिख रहे हैं Refer Slide Time 0637 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि vt v0 शुरू में कैपेसिटर को वोल्टेज v0 पर चार्ज किया गया था जो कि 0 से कम t के लिए है यानी वोल्टेज की पूरी प्रतिक्रिया vt v0को t से कम 0 के लिए लिख सकता है और vt यह व्यंजक Vs v0 Vs e कि पॉवर tτ यह 0 से अधिक t के लिए है इसे हम पूर्ण प्रतिक्रिया कहते हैं और अधिक हम बहुत जल्द देखेंगे तो यह वह है जिसे इस तरह से लिखा जा सकता है इसलिए इसके लिए इसे पूर्ण प्रतिक्रिया कहा जाता है जो सामान्य रूप से है ∞ किस कॉल के लिए t 0 से अधिक का अर्थ ∞ है लेकिन पता है कि पहले के लिए हमने देखा है कि 5 τ समय तक स्थिर मूल रूप से वह प्रतिक्रियाएं या हम कह सकते है कि गतिशील सर्किट प्रतिक्रियाएं यह स्थिर स्थिति तक पहुंचती है t 5 τ कहें क्योंकि यह वही होता जा रहा है जो इसे पीक वैल्यू के 1 प्रतिशत से भी कम कॉल करता है Refer Slide Time 0738 तो 49 dc वोल्टेज एससीई के अचानक आवेदन के लिए Rc सर्किट की कुल प्रतिक्रिया देता है जो कि Rc सर्किट है जिसे हम मानते हैं कि संधारित्र शुरू में चार्ज किया गया है अब यदि यह मान लिया जाए कि प्रारंभ में अनावेशित है तो इसका अर्थ v0 0 है Refer Slide Time 0751 इसलिए यदि इस व्यंजक में v0 0 है यदि v0 हम इसे रखते हैं तो उस स्थिति में vt 0 होगा t से कम 0 के लिए और यहाँ भी यदि Vs जिसे v0 0 कहते हैं तो यह Vs से 1 हो जाएगा ब्रैकेट में 1 e कि पावर - tτ Refer Slide Time 0811 तो यहाँ यह 0 से कम के लिए 0 है और यह Vs 1 e से घात tτ के लिए t से अधिक है यह समीकरण 50 है तो इसका मतलब है कि बारी बारी से यह समीकरण इसे लिख सकते है यह समीकरण अन्य तरह से है कि यह vt Vs 1 e कि घात t गुणा ut है क्योंकि ut के लिए लिखा गया है कि t कम से कम 0 ut 1 है Refer Slide Time 0827 इसलिए यदि t सॉरी ut 0 t से कम 0 के लिए तो जब t 0 से कम ut 0 तो vt 0 होगा इसलिए यह 0 है और t के लिए 0 से बड़ा ut 1 है इसलिए जब ut 1 यह घात 1 e से घात tτ होगा तो इन दोनों को मिलाकर हम vt Vs 1 e को घात tτ में ut लिख सकते हैं यह समीकरण 51 है आशा है कि यह समझ में आता है बहुत सरल बात नहीं है तो यह आंकड़ा यह समीकरण 51 है जो Rc सर्किट की पूरी प्रतिक्रिया देता है जब संधारित्र शुरू में अपरिवर्तित होता है तो संधारित्र के माध्यम से धारा समीकरण 50 से प्राप्त की जाती है जो कि i t C से dvdt में कुछ भी नहीं है तो 0 से अधिक t के लिए किस कॉल का व्युत्पन्न लें इस समीकरण का व्युत्पन्न लें जो इस 1 के लिए dvt dt 0 से अधिक t के लिए है Refer Slide Time 0935 समय i t c dvdt जो t को 0 से पसंद है अगर c बटा फिर बनाम Vs e कि पॉवर tτ इस मान का लें लें तो यह मूल रूप से ऐसा होगा और यह c बटा τ Vs e कि पॉवर tτ और τ RC तो यहाँ τ कहा जायेगा CR के इसलिए यदि τ CR रखा जाए तो C बटा τ C बटा CR C C रद्द करें यह 1R होगा इसलिए VsR e कि घात tτ तो और यदि और आम तौर पर यदि चाहते हैं तो i t VsR e कि पॉवर ut को फिर से लाने के लिए यहाँ यहाँ यह वही दर्शन है जो t से कम 0 ut 0 के लिए है और क्योंकि सर्किट खुला था इसलिए i 0 था और t से अधिक के लिए ut १ इसलिए फिर से यह सही है गुणा किया जाता है क्योंकि उस समय t 0 से कम स्विच खुला था Refer Slide Time 1053 तो अब समीकरण 48 को फिर से लिखा गया है हमारे पास फिर से यह समीकरण 40 है यदि यह एक vt Vs v0 Vs e कि पॉवर tτ जिसका अर्थ है कि vt को Vss vt के रूप में लिखा जा सकता है जो स्थिर अवस्था प्रतिक्रिया क्षणिक प्रतिक्रिया है तो इसलिए पूर्ण प्रतिक्रिया vt पूर्ण प्रतिक्रिया है स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया क्षणिक प्रतिक्रिया Vss vt यह वही है जिसे कॉल Vs बनाम स्थिर अवस्था प्रतिक्रिया है और यह क्षणिक प्रतिक्रिया है क्योंकि जब t की ओर प्रवृत्त होता है यदि उस पर गौर करें जब t की ओर प्रवृत्त होता है तो परिपथ स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है अगर सर्किट से ही सर्किट में आते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बार बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए करना पड़ता है और अगर हमें इस सर्किट में आना है तो कैपेसिटर जब यह स्विच लंबे समय तक बंद रहता है क्योंकि यह स्विच लंबे समय तक बंद रहता है तो कैपेसिटर ओपन सर्किट के रूप में कार्य करता है Refer Slide Time 1156 तो उस समय इसकी आवश्यकता नहीं है ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उस समय ut 1 के लिए t 0 से अधिक है और यदि यह है और इसका मतलब है यह केवल Vs है यह आवश्यक नहीं है मान लीजिए बनाम और संधारित्र खुला है तो इसके आर पार कितना वोल्टेज है संधारित्र के आर पार कितना वोल्टेज खुला है तो मूल रूप से v उस स्थिर अवस्था वोल्टेज में v में क्या कॉल होता है कभी कभी हम Vss स्थिर अवस्था वास्तव में Vs यह sce वोल्टेज कहते हैं तो यह अंतर्ज्ञान से है पता लगा सकता है क्योंकि dc के लिए जब स्विच लंबे समय तक बंद रहता है तो संधारित्र एक खुले सर्किट के रूप में कार्य करता है तो यह वास्तव में सिर्फ हम इसे इस तरह बनारहे है और Vs बनाम होगा और उस समय सर्किट का प्रतिनिधित्व इस तरह होता है इसलिए वैसे भी ut 1 होगा Refer Slide Time 1311 तो हम फिर से इस पर वापस आएंगे तो यह पूर्ण प्रतिक्रिया यहाँ भी है यदि t tends की ∞ ओर प्रवृत्त होता है यहाँ भी यदि इस व्यंजक में t ∞ की ओर प्रवृत्त होता है तो दूसरा पद लुप्त हो जाएगा और यह हमारा मतलब होगा अगर इस तरह से आगे बढ़ें तो बस रुकिए यदि t की ओर जाता है तो इसका अर्थ है कि यह पद लुप्त हो जाएगा इसका मतलब है कि उस समय vt V ∞ होगा जो कि स्थिर अवस्था मान है जो कि Vss हो जायेगा Vs तो वह स्थिर अवस्था मान है यानी यह है कि यह स्थिर अवस्था मान Vs है और यह भाग एक क्षणिक भाग है और यह भाग एक स्थिर अवस्था भाग है हमे इसे स्पष्ट करने दे Refer Slide Time 1340 तो इसीलिए Vss Vs और यह क्षणिक भाग है यह समीकरण 55 यह समीकरण 56 है Refer Slide Time 1348 तो क्षणिक प्रतिक्रिया अस्थायी है और यह पूर्ण प्रतिक्रिया का हिस्सा है जो कि t के रूप में 0 से घटने वाली कॉल है क्योंकि जब t से ∞ की ओर जाता है हमने बताया जब t की ∞ ओर जाता है तो यह भाग शब्द गायब हो जाएगा इसका मतलब है कि क्षणिक गायब हो जाएगा केवल बचा हुआ हिस्सा ही स्थिर स्थिति होगी Refer Slide Time 1416 इसलिए इसकी आवश्यकता है और यह पूर्ण प्रतिक्रिया का वह हिस्सा है जो 0 पर t से ∞ पर की ओर जाता है स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया पूर्ण प्रतिक्रिया का हिस्सा है जो क्षणिक प्रतिक्रिया समाप्त होने के बाद बनी रहती है हमारा मतलब है कि क्षणिक खत्म हो गया है इस प्रकार स्थिर स्थिति स्थिर स्थिति प्रतिक्रिया एक उत्तेजना लागू होने के लंबे समय बाद सर्किट का व्यवहार है इसका मतलब है कि वोल्टेज sce मान लीजिए कि इसे चालू किया गया है और स्थिर स्थिति लंबे समय के बाद हासिल की जाएगी तो समीकरण 48 की पूरी प्रतिक्रिया को इस तरह लिखा जा सकता है इसे कुछ इस तरह लिखा जा सकता है अगर इस पर आते हैं अगर इस प्रतिक्रिया पर आते हैं तो हमारा मतलब है कि यह देखो यह वह चीज है जो ∞ पर प्राप्त हो रही है और यह प्रारंभिक मान है Refer Slide Time 1503 और यह फिर से इस पर है Vs वास्तव में t से ∞ पर की ओर जाता है और t से ∞ की ओर जाता है V ∞ Vs जो कि स्थिर अवस्था मान है और प्रारंभिक मान v0 था i बना सकता है इसे v0 बना सकता है अर्थात यह समीकरण vt i को इस तरह लिख सकते है Vs स्थिर अवस्था मान अर्थात V ∞ i बना सकते है v0 V ∞ बना सकता है फिर यह एक e कि घात tτ इसका मतलब है कि V ∞ v0 v ∞ e कि पावर tτ होगा इसका मतलब है कि यदि पता है प्रारंभिक मूल्य यदि अंतिम मूल्य स्थिर स्थिति मान और यदि समय स्थिर है तो आसानी से e vt डाल सकते हैं इसे संख्यात्मक हल करने के लिए इसे ध्यान में रखना होगा और परीक्षा के लिए भी इसे ध्यान में रखना होगा Refer Slide Time 1610 तो इसका मतलब है कि यह हम vt v ∞ लिख सकते हैं यह अंतिम मान v ∞ प्रारंभिक मान है जो v0 है अंतिम मान v ∞ में e से घात तक tτ यह समीकरण 57 है तो v0 स्विच करने के ठीक बाद t 0 पर प्रारंभिक वोल्टेज है और क्योंकि संधारित्र से संधारित्र वोल्टेज तुरंत नहीं बदल सकता है तो v0 v0 और v ∞ अंतिम या स्थिर अवस्था मान इसलिए इस समीकरण vt को v ∞ v0 v ∞ ब्रैकेट e के निकट घात tτ के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए ध्यान दें कि यदि स्विच t समय t t0 पर स्थिति बदलता है तो हम जो भी विचार कर रहे हैं वह t 0 पर है Refer Slide Time 1653 अब मान लीजिए कि यदि स्विच समय t t0 पर स्थिति बदलता है तो t0 उदाहरण के लिए शून्य 0 है इसलिए t 0 के बजाय उस समीकरण 57 की प्रतिक्रिया में समय की देरी है तो एक समय होगा इस मामले में क्या होगा इस मामले में क्या होगा इस मामले में इस मामले में जाने से पहले यह वही रहेगा जैसे v ∞ अब यह एक यह वहां था जब t 0 अब इसे t t0 पर स्विच करें इसलिए प्रारंभिक मान v होगा यह vt0 v ∞ जैसा है वैसा ही रहेगा यह जैसा है वैसा ही है फिर e से घात फिर t t0 को से τ विभाजित किया गया है तो अगर यह वास्तव में एक t 0 था तो स्विच सिर्फ t 0 0 कहते हैं तो लेकिन अब अगर हम इसे t t0 कर दें तो यह v0 के स्थान पर होगा यह vt0 होगा लेकिन v स्थिर अवस्था में वही रहेगा v ∞ vt0 v ∞ फिर e कि घात t के बजाय t t0 को τ से विभाजित किया जाएगा तो हम इसे स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 1817 तो यह व्यंजक vt v ∞ है जिसे हमने vt0 v ∞ फिर e कि घात t t0 बटा τ यह समीकरण 58 बताया है अब जहां vt0 प्रारंभिक वोल्टेज t t0 पर है यदि t0 0 है तो यह v0 होगा यहाँ यह भी होगा 1 tτ यदि t0 0 तो यह वह है जिसे Rc सर्किट कहते हैं कि कौन सी कॉल जिसने शुरू में sce मुक्त अध्ययन किया है अब अध्ययन कर रहे हैं जो कि सर्किट में शामिल है Refer Slide Time 1854 तो अब उदाहरण देखें तो चित्र में यह 41 है स्विच लंबे समय से स्थिति में है इसका मतलब है कि यदि सर्किट में देखें तो यह स्थिति A पर लंबे समय तक इस स्थिति में थी यह है A Refer Slide Time 1907 अब समय t 0 पर स्विच अपनी स्थिति को B में बदल देता है अब t 0 पर स्विच A से B में अपनी स्थिति बदल रहा है 0 से अधिक t के लिए vt प्राप्त करें और t 05 पर इसका मान प्राप्त करें दूसरा और t 3 सेकंड अब यह स्विच लंबे समय तक A पर स्थिति में था इसका मतलब है कि उस केस सर्किट के लिए उस समय सर्किट एक स्थिर स्थिति थी क्योंकि स्विच इस स्थिति में था और लंबे समय के लिए इसका मतलब है कि यह कैपेसिटर ओपन सर्किट एड है और फिर वोल्टेज इस वोल्टेज vt को वास्तव में इस चीज के साथ पता लगाना है कि यह कैपेसिटर के पार वोल्टेज B है और संधारित्र का मान 10 से घात - 3 फैराड है इसलिए उस समय यह खुला था लेकिन इसका मतलब है कि प्रारंभिक मानो का पता लगाना है संधारित्र के आर पार वोल्टेज को क्या कहते हैं क्योंकि स्विच अब स्थानांतरित हो गया है उसके बाद t 0 पर स्विच A से B में चला जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि पहले यह ओपन सर्किट है यानी यह वोल्टेज यह वोल्टेज v था और कहें कि यह v है और यह v0 है तो उस स्थिति में यह खुला है इसलिए पहले यह पता करें कि यहां करंट क्या है इसलिए इसके माध्यम से करंट i है और i 48 के बराबर 6000 10000 से विभाजित करते है यह इस पर सभी एम्पीयर लिख रहा है और फिर कैपेसिटर के आर पार वोल्टेज क्या है क्योंकि कैपेसिटर ओपन सर्किट है यह ओपन सर्किट है इसलिए v यह वर्तमान 48 6000 10000 है यह 16000 है इस बिंदु पर संधारित्र के पार वोल्टेज को 10000 में इतना वोल्ट खोजें तो यह v है क्योंकि स्विच इस स्थिति में था इसलिए कैपेसिटर लंबे समय तक ओपन सर्किट एड था तो अब हम इसे स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 2120 तो जो कुछ भी हमने जो कुछ भी बनाया है वह जो मैंने बताया है कि 10000 गुणा 6000 10000 48 यह 30 वोल्ट होगा इसका मतलब है कि v0 स्विच करने से ठीक पहले संधारित्र में प्रारंभिक वोल्टेज 30 वोल्ट था अब स्विच बंद हो गया है Refer Slide Time 2140 इसलिए कह सकते है कि इसका मतलब है इस तथ्य का उपयोग करते हुए कि कैपेसिटर वोल्टेज तुरंत नहीं बदल सकता है इसलिए कौन सा स्विच करीब है v0 v0 v0 30 वोल्ट तो अब स्विच इस स्थिति से उस स्थिति में चला गया है तो अब स्विच यहाँ चला गया है यह हिस्सा नहीं है स्विच इस स्थिति से चला गया है इसलिए यह हिस्सा नहीं है Refer Slide Time 2205 तो संधारित्र शक्ति के लिए 10 है 3 फैराड और 8000 Ω तो पहले सर्किट के समय स्थिर का पता लगाना होगा फिर यह 10 से घात 3 गुणा 8000 होगा इसलिए यह CR है तो यह 8 सेकंड का हो जाएगा यह τ होगा क्योंकि स्विच इस से उस पर चला गया है इसलिए हमे इसे स्पष्ट करने दें तो इस मामले में हमने 8 सेकंड बताया अब चूंकि संधारित्र dc के लिए एक खुले परिपथ की तरह कार्य करता है स्थिर अवस्था V ∞ 60 वोल्ट पर अब इस सर्किट पर आते हैं अब जब स्विच की स्थिति है तो कॉल स्विच की स्थिति क्या है यह साइट नहीं है तो स्विच B के पास B से स्थानांतरित होता है और लंबे समय तक इसका मतलब है कि कैपेसिटर कार्य करेगा जिसे ओपन सर्किट कहते हैं उस समय क्या मान है वह है V ∞ Refer Slide Time 2308 इसलिए चूंकि यह ओपन सर्किट है इसलिए V ∞ का अंतिम मान सिर्फ 60 वोल्ट होगा क्योंकि यह 60 वोल्ट के पार लगाया जाता है यह और स्विच इस स्थिति में लंबे समय से बंद था जिसका अर्थ है कि यह खुला है तो V ∞ 60 वोल्ट होगा और प्रारंभिक वोल्टेज v0 30 वोल्ट हमें मिला और τ हमें मिल रहा है यह 8 सेकंड इसलिए हम उस फॉर्मूले को लागू करेंगे तो हम इसे स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 2337 तो यहाँ यह यहाँ से है यह V ∞ 60 वोल्ट है जिसे हमने समझाया अब vt इस सूत्र को जानें vt v ∞ vt v ∞ v0 v ∞ e कि घात tτ तो V ∞ 60 वोल्ट है v0 हमने 30 वोल्ट 60 वोल्ट e की शक्ति - t 8 की गणना की इसलिए यह e t8 वोल्ट में 60 30 है अब t 05 सेकंड पर यहाँ t 05 सेकंड पर रखें इसलिए v को t 05 60 - 30 में e कि घात - 05 बटा तो यह 31817 वोल्ट हो जाएगा Refer Slide Time 2424 और दूसरा यह है कि t 3 सेकंड पर तो t 3 सेकंड पर यहाँ t 60 30 को e 3 बटा 8 में रखें यानी 3938 वोल्ट ये उत्तर हैं तो आशा समझ गई है आशा आप इसे समझ रहे है बस थोड़ा सा पता है हम कितनी तरह की समस्याओं को हल कर रहे हैं बस कोई भी अच्छी किताब खोलें और बस कुछ समस्याएं लें और बस स्वयं प्रयास करें क्योंकि जो भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं शायद सभी प्रकार की समस्याओं को कवर करने की कोशिश कर रही हैं जैसे कि जो भी किताब खुलेगी वहां समस्याएं लगभग वैसी ही होंगी जैसी यहां की गई हैं Refer Slide Time 2510 तो अगला यह है कि चित्र 42 में यह आंकड़ा 42 है वास्तव में यहां जानना है कि समझ की अधिक आवश्यकता है बस आँख बंद करके हम ऐसा नहीं कर सकते हैं हमें इस स्विचिंग सर्किट के दौरान दर्शन या भौतिकी को समझना होगा तो आंकड़ा 42 में स्विच एस 1 लंबे समय से बंद है यह स्विच है यह स्विच वास्तव में यह स्विच एस 1 लंबे समय से बंद था और फिर t 0 पर कि स्विच S 2 बंद हो जाता है दूसरा स्विच यहाँ S 2 है कि t 0 पर स्विच S 2 बंद है दूसरा स्विच यहाँ S 2 है कि t 0 पर स्विच S 2 बंद है vc 0 ic 0 जो कि है vc 0 का मतलब यह है यह एक संदर्भ समय 2553 यानी कैपेसिटर vc 0 में वोल्टेज है तो vc 0 और कुछ नहीं बल्कि vc 0 है क्योंकि स्विचिंग के समय संधारित्र में वोल्टेज को तुरंत नहीं बदला जा सकता है और vc ∞ का पता लगाना है इसका मतलब यह है इस का अंतिम मूल्य क्या होगा और ic ∞ यह ic ∞ क्या है स्थिर अवस्था मान क्या है vc t के लिए भी व्यंजक प्राप्त करें जो कि संधारित्र के आर पार वोल्टेज है ये सब बातें हमें करनी हैं और यह 20 Ω है और यह स्विच काफी समय से बंद था तो इसे हम स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 2635 तो यह है यह स्विच S1 लंबे समय से बंद था अब देखिए यह स्विच लंबे समय से बंद था इसलिए S2 के बंद होने से पहले कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है इसका मतलब है अगर संधारित्र पूरी तरह से चार्ज है और यह खुला था इसका मतलब है कि हमें इस बात को स्पष्ट करने दें इसका मतलब है यह खुला था और यह स्विच लंबे समय से बंद था इसका मतलब है कि संधारित्र एक खुले सर्किट के रूप में कार्य कर रहा है Refer Slide Time 2700 इसका मतलब है इसे vc 0 कहते हैं vc 0 क्या कहते हैं तो चूंकि यह खुला है यह भी खुला है इसलिए इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो मूल रूप से vc 0 10 वोल्ट होगा क्योंकि यह संधारित्र के पार वोल्टेज है तो हम इसे स्पष्ट कर दे तो यह vc 0 vc 0 10 वोल्ट है अब अब शीर्ष आंकड़ा यह सेट आंकड़ा है कि स्विच S 2 बंद है अब स्विच S स्विच S2 करीब है S1 बंद था अब स्विच एस स्विच S2 करीब है S1 बंद था अब t पर 0 है स्विच S 2 बंद है अब यह स्विच भी बंद है तो t0 के समय पर KVL और KCL लागू करें Refer Slide Time 2743 इसलिए यदि स्विच बंद होने के समय इस स्विच के समय किस कॉल के समय बस स्विच बंद है तो उस समय KCL और KVL लागू करें तो यहाँ अगर इस जाल में KVL लगाते हैं तो यह कैसा दिखेगा यह 20 i 1 0 vc 0 10 0 होगा बस मुझे यह बात करने दो तो यहाँ हम लिख रहे हैं 20 i 1 0 vc 0 10 0 यानि 20 i 1 0 vc 0 क्या कॉल 10 हमारा मतलब है जैसे ही स्विच बंद हो जाता है थोड़ी समझ की आवश्यकता होती है इसे यहाँ लागू करें उस KVL को क्या कहते हैं तो यह 20 i 1 0 होगा जो कि स्विचिंग के समय होता है उस समय इस वोल्टेज को स्विच करने के बाद संधारित्र में vc 0 10 बराबर 0 होता है तो हम जानते हैं v0 तो हमे इसे स्पष्ट करने दें Refer Slide Time 2853 तो इस स्थिति में vc 0 यह चीज़ 10 वोल्ट तो i होगा i 1 0 0 एम्पीयर है यहां vc 0 vc 0 10 वोल्ट क्योंकि दो कैपेसिटर बार बार स्विच करने के समय मैं वोल्टेज बता रहा हूं कैपेसिटर वोल्टेज में कौन सी कॉल तुरंत नहीं बदल सकती है तो उस स्थिति में i 1 0 0 एम्पीयर अब i2 0 पर आएं अब i2 0 यह i2 0 है और उस समय कैपेसिटर में वोल्टेज जो कि vc 0 है इसलिए यह 20 है इस पर जुड़ा हुआ है इसलिए i2 0 i2 0 बाय 20 होगा तो vc 0 बटा 20 तो vc 0 10 वोल्ट है तो 10 बटा 205 एम्पीयर Refer Slide Time 2950 साथ ही यदि इस बिंदु पर यहां आवेदन करते हैं यदि इस बिंदु पर KCLआवेदन करते हैं इस नोड पर आवेदन करते हैं तो i 1 0 ic 0 i2 0 इसका मतलब है कि हम यहां लिख रहा हूं i 1 0 ic 0 i2 0 इस बिंदु पर KVL लागु होगा Refer Slide Time 3018 तो हमे इस पर जाने दो तो यहाँ i 1 0 ic 0 i2 0 है तो i 1 0 क्या कॉल 0 था तो ic 0 i2 0 is 05 0 है तो ic 0 है 05 एम्पीयर और τ c RThevenin में तो यह घात के लिए 5 गुणा 10 है - 6 c मान दिया गया है और RThevenin का अर्थ है इस 1 के पार हमारा मतलब है RThevenin का पता लगाना है तो यह एक यह टर्मिनल है यह संधारित्र के लिए टर्मिनल है RThevenin खोजने पर इस वोल्टेज sce को सॉर्ट किया जाता है हमने इसे देखा है Refer Slide Time 3100 और यह 20 Ω और यह 20 Ω दोनों समानांतर में हैं तो यह 20 होगा क्योंकि इस बिंदु पर यह बिंदु A है यह बिंदु B है हम RThevenin का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यह 20 गुणा 20 बटा 2020 होगा यह RThevenin को पता लगाना है इसलिएRThevenin 10 Ω इसलिए क्योंकि यह हमने पहले देखा है कि क्या कॉल करें कैसे पता करें कि RThevenin किस कॉल को कॉल करता है Refer Slide Time 3133 तो यह तो हमें यह मिल गया इस RThevenin को क्या कहते हैं सीधे हम 20 को 2020 20 में लिख रहे हैं तो मूल रूप से यह कौन सा कॉल है जो 10 Ω है इसलिए घात में 5 से 10 से गुणा किया जाता है - 6 तो यह 5 गुणा 10 कि घात 5 सेकंड होगा Refer Slide Time 3150 और t पर t पर ∞ संधारित्र एक खुले सर्किट के रूप में कार्य करता है तो इस चीज़ के लिए स्विच बंद है और इसके लिए यह लंबे समय तक बंद रहता है इसलिए कैपेसिटर ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा तो आईसी ∞ 0 क्योंकि संधारित्र एक खुला सर्किट होगा जब स्विच लंबे समय तक बंद रहता है Refer Slide Time 3201 Refer Slide Time 3217 इसलिए ic ∞ 0 और vc ∞ 10 गुणा 20 बटा 40 5 वोल्ट होगा तो यहाँ आओ तो vc ∞ क्या होगा तो अगर देखें तो देखें कि कैपेसिटर एक ओपन सर्किट का काम करता है एक ओपन सर्किट के रूप में कार्य करता है तो सवाल यह है कि यह खुला है यह खुला है इसलिए यह खुला सर्किट है तो पता करें कि इसमें से बहने वाली धारा क्या है इससे बहने वाली धारा क्या है Refer Slide Time 3251 तो यह ओपन सर्किट है तो इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है i यह 10 बटा 20 Ω 20 Ω है तो 20 20 तो 40० जो 1 बटा 4 एम्पीयर है इसे ही करंट फ्लोइंग कहते हैं और यह वोल्टेज और S1 4 एम्पीयर तो उस समय कुछ भी नहीं है यह एक स्थिर अवस्था है यह एक स्थिर अवस्था है यह पर है इसका मतलब है और फिर ओपन सर्किट वोल्टेज मेरा मतलब कैपेसिटर में वोल्टेज है कि vc ∞ यानी vc ∞ यह वोल्टेज vc ∞ है यह वोल्टेज है यह 20 इसमें1 बटा 4 एम्पीयर वह 5 वोल्ट क्योंकि उस समय कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है तो करंट को इस तरह से बहना पड़ता है और यह कैपेसिटर जुड़ा होता है यह 20 Ω प्रतिरोध कैपेसिटर से जुड़ा होता है तो vc ∞ 20 गुणा 1 बटा 4 तो 5 वोल्ट आसानी से पता कर सकते हैं तो हम इसे स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 3356 तो इसका मतलब है कि vc 0 vc ∞ सभी हमें ज्ञात हैं इसलिए 5 वोल्ट है यह vc ∞ है सीधे हमने यहां लिखा है हमे आशा है कि यह समझ में आया होगा इसलिए vc t vc ∞ वही सूत्र जो vc ∞ vc 0 vc ∞ e कि घात tτ सामान्यीकृत सूत्र vc ∞ 5 वोल्ट vc 0 10 vc ∞ 5 और e कि घात में प्रतिस्थापित करें t फिर 5 गुणा 10 कि घात तक - 5 जो कि t के लिए 0 से अधिक समय स्थिर है तो इसका अर्थ है vc t 5 5 e कि घात - 2 गुणा 10 कि घात 4 t इसका मतलब है कि यह 0 से अधिक के लिए है आशा है कि यह समझ में आ गया है बस थोड़ी समझ की आवश्यकता है Glossary शब्दकोष English Word Word Meaning Current करंट विधुत धारा Resistance रेजिस्टेंस प्रतिरोधक Circuit सर्किट परिपथ Terminal टर्मिनल मार्ग Magnitudes मैग्निट्यूड परिमाण Path पाथ पथ Aggregation एग्रीगेशन एकत्रीकरण Key point की पॉइंट मुख्य बिंदु